सुप्रभात पिछली कक्षा में हम बात कर रहे थे कि विमान के भार का अनुमान कैसे लगाएं सामान्य रूप से अगर हम यात्री विमान के बारे सोचे तो क्या तय कर सकते हैं 100 200 यात्री हमें रेंज के बारे भी पता होगा किस तरह की गति हमें चाहिए अगर कस्टमर की ज़रूरतों के हिसाब से आपके पास कुछ मापदंड है तो आज के जमाने में आप तुरंत डेटाबेस देख सकते हैं हम ऐसा बेसलाइन विमान चुनेंगे जिसकी परफॉर्मेंस निर्धारित विमान के काफी करीब है सामान्य रूप से क्या होता है किसी नए डिज़ाइन के लिए आप उसमें कुछ नई चीजें जोड़ना चाहते हैं लेकिन मिशन की ज़रूरतों के हिसाब से आप पाएंगे कि कुछ मौजूदा विमान उन ज़रूरतों को आराम से पूरा कर रहे हैं क्योंकि ऐसे ढेर सारे विमान मौजूद है और उड़ रहे हैं चक्के का दुबारा अविष्कार करने से कोई फायदा नहीं अगर मैं मटेरियल की बात करूं तो मटेरियल में काफी सुधार हुए हैं इससे स्ट्रैंथ टू वेट रेशियो पर काफी असर पड़ा है सेंसर्स में भी काफी बड़े आविष्कार हुए हैं तो आप देखेंगे कि समय के साथ विमानों में काफी कुछ बदला है मटेरियल और सेंसर कैपेबिलिटी में यह सारा डाटा जो पुष्तो के काम का नतीजा है आराम से उपलब्ध है इसलिए बेसलाइन विमान के वेट के लिए इस डाटा को देखना समझदारी है उदाहरण के लिए अगर आप चार या पांच सीटर धीमी गति वाले विमान के बारे सोच रहे हैं जो कि एक प्रोपेलर से संचालित बिज़नेस विमान की तरह है तो तुरंत हम Cessna 206 Piper Saratoga क्लास के बारे सोचेंगे जिसका वेट 1500 से 1600 kg है अगर हम बड़े विमान की बात कर रहे हैं तो हम देखेंगे कि वह A 319 या A 320 या Boeing के कितने करीब है इससे हमें तुरंत वेट जैसे बुनियादी मापदंडो का अनुमान हो जाएगा हम देख सकते हैं कि एक बार हमें मिशन की जरूरतों का पता चल जाए तो उसके बाद हम एक बेसलाइन विमान ढूंढ सकते हैं और बेसलाइन विमान में जो सबसे जरूरी मापदंड हम देखते हैं वह विमान का भार है और वेट जरूरी क्यों है हमें पता है कि जब हम वेट बोलते हैं तो 𝑇 𝐷 𝐿 𝑊 जमीन से उठने के बाद हमें उड़ना है इसलिए लिफ्ट की जरूरत है और लिफ्ट की जरूरत वेट के साथ साथ बढ़ेगी इसलिए वेट तय करता है कि किस तरह के लिफ्ट की जरूरत है लिफ्ट हवा के घनत्व गति और विंग एरिया पर निर्भर करता है यह सारी चीजें वेट से जुड़ी हुई है उसी तरह से अगर हम ड्रेग को देखें तो CL2 उसका एक भाग है तो सीधे शब्दों में अगर वेट ज्यादा होगा तो लिफ्ट ज्यादा होगा तो ड्रेग भी ज्यादा होगा इसलिए हमें ज्यादा पावर की जरूरत पड़ेगी तो हम देखते हैं कि वेट सभी चीजों से जुड़ा हुआ है और बिना समीकरण को देखे हुए हमें पता है कि ज्यादा वेट मतलब ज्यादा लिफ्ट इसलिए वेट बहुत जरूरी है और हम खुद से पूछेंगे कि वेट का शुरुआती अनुमान कैसे लगाएं बेसलाइन अप्रोच इस्तेमाल करके अगर हम एक बेसलाइन विमान चुनते हैं तो हमें वेट क्लास का अंदाजा हो जाएगा वेट का अंदाजा लगाने के लिए हम कौन सा रास्ता अपनाते हैं जब हम वेट की बात करते हैं तो वह वेट क्या है टेक ऑफ वेट या ग्रॉस वेट किन चीजों से बना है हमारे पास विमान कर्मी दल का वेट है पेलोड का वेट है तेल का वेट है और एम्पटी वेट है इसे इस तरह से चार भागों में बांटा गया है पहला विमान कर्मी दल का भार है जो हमें पता है कि मनुष्यो का भार है जब हम विमान डिज़ाइन करते हैं तो हमें कुछ एविएशन स्टैंडर्ड्स मानने पड़ते हैं जिसके हिसाब से मनुष्य का भार 75 kg से 100 kg तक हो सकता है पेलोड भी हमें पता है चाहे वह पैसेंजर का भार हो या कार्गो का हमें शुरू से पता है कि 200 सीटर विमान के लिए हम एक इंसान का एवरेज वेट लेकर जोड़ सकते हैं और हमें पता है कि हम उन्हें कितना सामान ले जाने देंगे तो यह W crew और W payload हमारे हाथ में है और हमें पहले से पता है तो इसलिए जीवन इतना कठिन नहीं है अब फ्यूल वेट पर आते हैं हमें कितने फ्यूल की जरूरत है यह कौन तय करेगा सीधे तौर पर हमें कितनी दूर जाना है किस गति पर जाना है कितने समय तक उड़ना है यह सारी चीजें तय करती है कि कितने फ्यूल की जरूरत है क्योंकि हर ऑपरेशन के दौरान फ्यूल की खपत होगी जैसे कि टैक्सिंग एक्सेलरेशन टेक ऑफ क्लाइंब क्रूज़ लोयटर लैंडिंग कॉम्बैट इन सभी चीजों के दौरान पावर की जरूरत होगी जोकि फ्यूल के इस्तेमाल से इंजन देगा तो अगर मुझे फ्यूल का अनुमान लगाना है तो मिशन प्रोफाइल की जानकारी बहुत जरूरी है यह काफी आसान है अगर आप कार चलाकर दिल्ली से कानपुर जा रहे हैं तो आप तेल की टंकी में कितना तेल ले जाएंगे यह कौन तय करता है पहली चीज हमें यह पता होनी चाहिए कि रोड से दिल्ली से कानपुर तक की दूरी कितनी है कार की फ्यूल खपत की दर कितनी है हमें यह भी पता होना चाहिए कि रोड की स्थिति क्या है यह जरूरी क्यों है क्योंकि हमें पता है कि एक निर्धारित गति पर फ्यूल की खपत सबसे कम होती है लेकिन सवाल यह आता है कि क्या मैं अपनी कार इन जरूरतों को पूरा करके चला पाऊंगा या नहीं क्योंकि रोड और ट्रैफिक की स्थिति निर्धारित गति बनाए रखने के लिए जरूरी स्थिति से अलग हो सकती है तो यह सारी चीजें देखकर हम कहेंगे की हमें 30 40 या 50 लीटर की जरूरत है और अगर यह काफी नहीं हुआ तो हम कैसे प्लान करेंगे आप फिर से तेल भरने की तैयारी करेंगे आप तय करेंगे की इतनी दूरी के बाद सबसे नजदीकी फ्यूल पंप या पेट्रोल पंप पर अपनी कार में दोबारा तेल भरेंगे यह सारी चीजें मिशन है उसी तरह एक विमान के लिए हमारे पास मिशन प्रोफ़ाइल होना चाहिए जोकि बताएगा कि यह विमान क्या करेगा और यही मुख्य रूप से फ्यूल वेट तय करेगा लेकिन सिर्फ मिशन प्रोफ़ाइल इसे तय नहीं करता आपको मिशन प्रोफाइल को विमान के वेट के नजरिए से देखना है क्योंकि हमने देखा है कि जैसे जैसे वेट बढ़ता है ड्रेग बढ़ता है पावर बढ़ता है और सामान्य रूप से फ्यूल की जरूरत भी बढ़ती है इसलिए W fuel का अनुमान लगाने के लिए एक अलग रास्ता होगा और We जोकि Wempty है अलग से जोड़ा जाएगा इसका सीधा सा कारण यह है कि Wempty आपका स्ट्रक्चरल डिज़ाइन तय करेगा आपने कौन से मटेरियल काम में लिए हैं किस तरह का स्ट्रेस रिलीविंग स्ट्रक्चर लिया है यह सारी चीजें एम्पटी वेट तय करेगी और आप देखेंगे कि हम एम्पटी वेट को W0 के साथ जोड़ सकते हैं क्योंकि स्टैटिसटिकल डाटा के आधार पर W0 उससे लीनियरली प्रोपोर्शनल है यह सारे स्टैटिसटिकल डाटा पर आधारित अनुमान कांसेप्चुअल डिज़ाइन के पहले मापदंड को ढूंढने में इस्तेमाल होगी अब यहां पर वापस आते हैं तो हम लिखेंगे और यहां हम Wf लिख सकते हैं इस अनुमान के साथ कि हम ग्रॉस वेट के फ्रेक्शन के साथ काम करेंगे और We को हम ऐसे मॉडल model कर सकते हैं इसे समझने की कोशिश करिए हम यहां यह समझना चाह रहे हैं कि ग्रॉस वेट का कितना प्रतिशत फ्यूल वेट है ग्रॉस वेट का कितना प्रतिशत एम्पटी वेट है उसके बाद उसे W0 से गुणा करने पर फ्यूल कंसम्पशन वेट मिलेगा इसे अपने दिमाग में रखे हम देखेंगे कि इससे कैसे इस्तेमाल करना है तो इस समीकरण को लिखते हैं क्योंकि आप इसे इस्तेमाल करेंगे हम पहले WeWo के बारे चर्चा करेंगे यानी कि एमप्टी वेट फ्रेक्शन मैंने आपको बताया है कि इसका अनुमान हम ऐतिहासिक डेटा से लगाते हैं यह समझिए कि यह सारी कोशिशें कांसेप्चुअल डिज़ाइन शुरू करने के लिए शुरुआती नंबर्स पाने के लिए है सामान्य रूप से आप ऐतिहासिक डेटा से देखेंगे कि WeWo 03 से 07 तक होता है एक और जरूरी चीज यह है कि वह W0 के बढ़ने के साथ घटता है W0 क्या है W0 ग्रॉस वेट है जिसमें सब कुछ शामिल है ऐतिहासिक डेटा रिप्रेजेंटेशन का एक उदाहरण देखें और इससे 07 ले तो यह 05 है और हम जेट ट्रांसपोर्ट का क्वालिटेटिव रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं अगर आप जेट ट्रांसपोर्ट विमान डिज़ाइन कर रहे हैं तो वेट क्लास के हिसाब से आप WeWo का मोटे तौर पर अनुमान लगा सकते हैं अब हम एमप्टी वेट फ्रेक्शन प्रवृत्ति के चित्र पर ध्यान देंगे आप देख सकते हैं कि 1000 pound पावर वाले सेल प्लेन के लिए WeWo 065 के आसपास है अगर आप और आगे जाते हैं तो आप देखेंगे कि 10000 pound वाले जेट ट्रेनर के लिए यह 065 से 062 के आसपास है अगर 1 लाख pound वाले मिलिट्री कार्गो बोंबर पर ध्यान दें तो WeWo 045 से 01 के बीच होगा इसलिए यह एमप्टी वेट फ्रेक्शन ट्रेंड का चित्र जोकि ऐतिहासिक डेटा पर आधारित है हमारे लिए एक दिशानिर्देश है हमने जो भी चित्र देखे हैं उनके आधार पर लेखक ने हमें कोरिलेशन देकर अच्छा काम किया है यह होगा जहां आप आराम से देख सकते हैं कि W0 ग्रॉस वेट है आर C A कांस्टेंट है यह अलग अलग कंफीग्रेशंस के लिए बदलते हैं उदाहरण के लिए एक अनपावर्ड सेलप्लेन के लिए A की वैल्यू 086 और C की वैल्यू 005 है जेट ट्रांसपोर्ट के लिए A 102 और C 006 है यहां देखने वाली बात यह है कि C नेगेटिव है मैंने बिल्कुल यही बोला था जब W0 बढ़ता है और WeWo घटता है हमें इस बारे में बिल्कुल साफ होना चाहिए जोकि यहां भी दिखाया गया है लेकिन आप यह कोरिलेशन काम में ला सकते हैं यह मेरी आपसे विनती है की कैलिब्रेशन चार्ट जो कि Raymer की किताब से मैंने लिया है उसमें FPS unit काम में लाएं जो भी विस्तार मैं आपको दे रहा हूं वह सब FPS unit में मौजूद है इसलिए मैं आपको कड़ी सलाह दूंगा कि आप FPS unit काम में लाएं या फिर मैं आपको वह सारे कैलिब्रेशंस या कोरिलेशन MKS में दे दूंगा Raymer की नई किताब में MKS constants दिए हुए हैं लेकिन मैं FPS units काम में लाऊंगा आप इस एम्पटी वेट फ्रेक्शन बनाम W0 से देख सकते हैं की बिना पावर वाले सेल प्लेन के लिए A 086 C 005 साधारण एक इंजन वाले विमान के लिए A 2362 C 018 और एक जेट ट्रेनर के लिए 159 और 010 जो चित्र मैंने पहले दिखाया था उससे ऐतिहासिक डेटा काम में लाकर हमने इस तरह से यह सारे वैल्यू निकाले हैं यह बहुत बड़ा काम है इन कोरिलेशंस को दोहराने के लिए ऐतिहासिक डेटा को काम में लाकर यह इम्पिरीकल रिलेशन निकाला गया है यह डिज़ाइनर के लिए बहुत उपयोगी है आप खुद का कोड लिख सकते हैं और लुकअप टेबल काम में लाकर यह नंबर आसानी से पा सकते हैं लेकिन एक डिज़ाइनर होने के नाते आपको यह समझना होगा कि अगर WeWo 03 से 04 के आसपास है तो वह अच्छा है 100000 पाउंड और उसके कम वाले क्लास के लिए तो फिर KVS क्या है यह KVS factor जो आप देख रहे हैं वह इसलिए है क्योंकि मटेरियल मेटल से कंपोजिट में बदल गया है और उसके बाद वेट में थोड़ी कमी आनी चाहिए और वह 085 के करीब होगी जोकि 15 की कमी है शुरुआत में मैं सामान्य रूप से 10 की कमी लेता हूं और कभी कभी मैं इसे एक भी ले सकता हूं क्योंकि शुरुआत में मुझे पता नहीं है कि कितनी चीजें कंपोजिट्स से बनी हैं इसलिए उसे बहुत ज्यादा फायदा मत दीजिए शुरुआती डिज़ाइन के लिए हम एक लेंगे और जैसे आप बढ़ेंगे वैसे आप उसके साथ खेल सकते हैं एक बार WeWo खत्म हो गया फिर हमारा अगला प्रयास WfWo होगा जो की फ्यूल फ्रेक्शन है अब अगर मैं फ्यूल फ्रेक्शन का अनुमान लिखता हूं तो पहली चीज जिसके बारे मुझे साफ़ होना पड़ेगा वह है मिशन फ्यूल दूसरी चीज रिजर्व फ्यूल और तीसरी चीज ट्रैप्ड फ्यूल यह बिल्कुल साफ है कि जब मैं मिशन फ्यूल की बात करता हूं तो मैं उस फ्यूल की बात कर रहा हूं जोकि टेक ऑफ से लैंडिंग तक पूरे मिशन को पूरा करने के लिए जरूरी है रिजर्व फ्यूल क्या है जब आप किसी मिशन के लिए जाते हैं तो आपातकालीन समय के लिए कुछ चीजें आपको रिजर्व में रखनी पड़ती है आप इस तरह से सोच सकते हैं की मेरे पास 30 मिनट का अतिरिक्त फ्यूल होना चाहिए या निकटतम एयरपोर्ट जहां हमें आपातकालीन स्थिति में डायवर्ट किया जा सकता है उसके आधार पर रिजर्व फ्यूल रखना चाहिए तो इस तरह की तैयारी हमें करनी पड़ती है और ट्रैप्ड फ्यूल वह फ्यूल है जिसे आप फ्यूल टैंक से बाहर नहीं निकाल सकते तो इन तीनों चीजों को आपको पूरा करना है क्योंकि जब आप मशीन उड़ा रहे हैं तो यह याद रखिए की सुरक्षा सबसे जरूरी मापदंड है आपके पास फ्यूल की कमी नहीं होनी चाहिए यह सोचकर आपको अंतिम फैसला लेना है तो इन सारी चीजों का हमें ध्यान रखना है और पहले से जानकारी रखनी है हम मिशन फ्यूल पर ध्यान केंद्रित करेंगे कि कैसे उसे कैलकुलेट किया जाए रिजर्व फ्यूल और ट्रैप्ड फ्यूल अनुभव के आधार पर आएगा आपने किस तरह की प्लानिंग की है और किस तरह की परिस्थिति है उसके हिसाब से यह 6 से 7 हो सकता है उन सब चीजों पर भी हम रोशनी डालेंगे पर सबसे जरूरी चीज जिसके बारे हम बात करेंगे वो है मिशन फ्यूल मिशन क्या है अगर आप मिशन फ्यूल के बारे में बात कर रहे हैं तो मिशन क्या है उदाहरण के लिए अगर मैं कानपुर से दिल्ली जा रहा हूं तो मुझे कितना फ्यूल साथ में ले जाना चाहिए यह मुझे पता होना चाहिए कि मैं किस जगह से किस जगह जा रहा हूं बीच में मैं क्या कर रहा हूं किस तरह की गति से मैं उड़ रहा हूं कितनी बार मैं कार शुरू और बंद कर रहा हूं यह सारी चीजें आएंगी और रास्ते की स्थिति क्या है यह भी आएगा तो जब मैं मिशन फ्यूल को निकालने की कोशिश कर रहा हूं तो मुझे पता होना चाहिए की संभावित मिशन क्या है अब मैं बहुत सामान्य रूप से बात करूंगा मिशन एक में मैं बात करूंगा साधारण क्रूज की वह क्या है आप यहां से शुरू करेंगे क्लाइंब क्रूज लोयटर और लैंड ये क्लाइंब क्रूज़ लोयटर और लैंड मान के चलिए कि मैं कानपुर से यहां जा रहा हूं मैं 8 किलोमीटर की ऊंचाई पाने के बाद और क्रूज़ करने के बाद दिल्ली एयरपोर्ट के नज़दीक आकर लोयटर करूंगा और एयर ट्रेफिक क्लीयरेंस के बाद लैंड करूंगा तो मैं एक जगह से दूसरी जगह जा रहा हूं लेकिन कृपया यह समझिए कि अगर मैं मिलिट्री विमान बना रहा हूं तो परिस्थिति हमेशा ऐसे नहीं रहेगी क्योंकि मैं यहां से टेक ऑफ करूगां और काम खत्म करके वापस बेस पर आऊंगा यह एक संभावना है दूसरी संभावनाएं भी है मैं मिशन पूरा करके दूसरे बेस में जा सकता हूं तो साधारण क्रूज़ के लिए भी मिशन प्रोफाइल बदल जाएगा ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ़्ट जेनरल एविएशन डिज़ाइन का मुख्य उद्देश्य क्या है मुख्य रूप से जरूरी रेंज ही हमारा मुख्य उद्देश्य है गति जैसी चीजें भी जरूरी है लेकिन मुख्य उद्देश्य एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो यह सारी चीजें साधारण क्रूज़ मिशन के अंदर आती है हमारे जनरल एवियशन विमान Cessna Saratoga के जैसे यह यहां होती है हम यहां से टेक ऑफ करके लखनऊ जाते हैं और लैंड करते हैं यहां पर दूसरा मिशन भी हो सकता है हम हवाई श्रेष्ठता की तरफ जा रहे हैं अब आप देख सकते हैं कि हम सिविल से अलग थोड़ी मिलिट्री की बात कर रहे हैं और वैसे मिशंस की जरूरते होती है की विमान टेक ऑफ करें ऊंचाई पर क्लाइंब करें क्रूज़ करें पीछे मुड़े एक कॉम्बैट बम या शस्त्र कुछ भी गिराए ऊपर जाएं लोयटर करें और लैंड करें आप यह मिशन यहां देख रहे हैं यह यहां से टेकऑफ करता है क्रूज़ वाली ऊंचाई पर जाता है डाइव करता है किसी तरह का कॉम्बैट शस्त्र गिराता है फिर से ऊंचाई पर जाता है लोयटर करता है और लैंड करता है कृपया करके यह समझिए कि अगर विमान में जेट इंजन है तो उसकी एफिशिएंसी उसके उड़ने की ऊंचाई गति और तापमान पर निर्भर करती है एक मिलिट्री विमान के पास यह विकल्प नहीं है अगर आप नीची ऊंचाई पर कॉम्बैट करना चाहते हैं तो आपको वहां रहना पड़ेगा जहां फ्यूल एफिशिएंसी के लिए सही स्थिति नहीं है इसलिए फ्यूल की खपत बदल जाएगी यहां अगर आप शस्त्र गिराएंगे या कॉम्बैट करेंगे तो अत्यधिक एक्सीलरेशन होगा इसलिए यहां पर फ्यूल की खपत बिल्कुल अलग होगी यह जगह फ्यूल एफिशिएंसी के लिए सही नहीं है इसलिए तेल की खपत ज्यादा होगी उसके बाद आपको क्रूज़ करना है लोयटर करना है और लैंड करना है फ्यूल फ्रेक्शन WfWo कैलकुलेट करने के लिए मुझे मिशन की ज़रूरतों का पता होना चाहिए यहां फ्यूल एफिशिएंट ऑपरेशन की जरूरत नहीं है कुछ समय के बाद आफ्टर चार्जर से और फ्यूल डाला जा सकता है इसलिए कितने फ्यूल की जरूरत है यह जानने के लिए मुझे यह सारी चीजें पता होनी चाहिए इसलिए मुझे WfWo कैलकुलेट करना पड़ेगा इस तरह के मिशन के लिए अगर मैं हवाई श्रेष्ठ विमान के लिए तैयारी कर रहा हूं जो कि साधारण क्रूज़ विमान से अलग है हवाई श्रेष्ठता मिशन के तीसरे वर्ग में जाने से पहले हमारे पास क्रूज़ आउट है यह सब मुख्य रूप से मैनुअल काम है दूसरा कॉम्बैट है जो हम देख चुके हैं तीसरा शस्त्र गिराना है और चौथा दूसरा क्रूज़ है क्योंकि विमान को वापस बेस पर आना है तब हम यहां पर कुछ ऐसे करेंगे लोड करेंगे और वापस बेस पर आएंगे यह दूसरे बेस में लैंड करने के लिए नहीं है जहां से हमने टेक ऑफ किया है वापस वहीं पर आना है इसलिए अगर आप किसी भी रेंज के लिए फ्यूल का अनुमान लगाना चाहते हैं तो पॉइंट A से पॉइंट B के बीच जितनी भी दूरी तय की है वापस लगभग उतनी ही दूरी तय करनी है हालांकि फ्लाइट कंडीशन अलग हो सकते हैं क्योंकि वापस आते समय कॉम्बैट नहीं होगा इसलिए हम क्रूज़ डिस्टेंस को डुप्लीकेट करके रिटर्न फ्लाइट के फ्यूल की खपत को कैलकुलेट करते हैं यह हवाएं श्रेष्ठता है अब मैं एक और जरूरी मिलिट्री उदाहरण दे रहा हूं लेकिन कृपया यह समझिए कि हम युद्ध को बढ़ावा नहीं देते हैं लेकिन अगर कोई हम पर हमला करें तो उसका सही जवाब देने में हमें तैयार भी रहना चाहिए यह सारे लेक्चरर्स मुख्य रूप से एक समझ देने के लिए है कि किस तरह की टेक्नोलॉजी और तरीके इसमें इस्तेमाल होते है हम यह नहीं भूलेंगे की सिविलियन वाली ज्यादातर चीजें जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वह मिलिट्री की टेक्नोलॉजी है क्योंकि मिलिट्री टेक्नोलॉजी की क्वालिटी एश्योरेंस बहुत ज्यादा होती है और इन्हें विपरीत परिस्थितियों के लिए डिज़ाइन किया जाता है तीसरी चीज जिसके बारे में बात करूंगा वह है low level strike mission इसमें जिस शब्द पर बल दिया जा रहा है वह है low level लेकिन आप radar signature चाहते हैं यानी कि आप जिस चीज़ को देखना चाहते हैं उसे बिल्कुल साफ साफ देखना चाहते हैं इसलिए आपको काफी नीचे उड़ना पड़ता है जब आप नीचे उड़ते हैं तो वहां जरूरी नहीं कि आपको aerodynamically efficient profile मिले यहां नीचे का मतलब 50 फीट 100 फीट 150 फीट 200 फीट इनकी बात हो रही है क्योंकि यह एक स्ट्राइक मिशन है आप एक स्ट्राइक देखते हैं और वापस आते हैं लेकिन आपको रेडार से भी बचना है तो यहां पर मापदंड क्या है मैं पहला प्रोफाइल बनाता हूं यह फिर से देखने में काफी समान है लोयटर करना है फिर 50 या 100 पर आना है जो भी चाहे वह करना है क्रूज़ करना है यहां जरूरी है कि हम जमीन से करीब 100 फीट की ऊंचाई पर उड़े ताकि survivability बड़े क्योंकि हम रेडार से बच सकते हैं और निशाने को आसानी से खोज सकते हैं परेशानी क्या है परेशानी यह है कि LD कम हो जाएगा इंजन एफिशिएंसी कम हो जाएगी मैंने कहा कि हम तेज गति से उड़ रहे हैं आप सोच सकते हैं कि कम ऊंचाई पर आप को तेज गति से उड़ना है तो तेज गति में LD कम होने से और इंजन के परफॉर्मेंस कम होने से आपके तेल की खपत कितनी होगी बहुत बार ऐसा होता है की जो तेल की खपत यहां होगी वह बराबर होती है उस तेल की खपत की जो यहां पर होगी इसलिए इस तरह के मिशन प्रोफाइल में जब आपको फ्यूल फ्रेक्शन निकालना हो तब आपको यहां पर जरूरी महत्व देना पड़ेगा क्योंकि सबसे ज्यादा फ्यूल की खपत यही हो रही है आखिरी चीज़ जिसके बारे हम बात करेंगे वह है स्ट्रैटेजिक बोम्बिंग मैं इसे छोड़ना चाहता था क्योंकि मुझे बोम्बिंग शब्द पसंद नहीं है लेकिन आप सभी को वास्तविकता पता होनी चाहिए यह एक नई टेक्नोलॉजी है इसलिए बहुत जरूरी है कि आप यह सब जाने तो यह क्या है हवा से शुरू करेंगे ऊंचाई तक क्रूज़ करेंगे बहुत ज्यादा ऊंचाई पर नहीं फिर नीचे आएँगे और यह R का मतलब रिफ्यूलिंग है तो यहां पर आप विमान रिफ्यूल करेंगे हमारे पास फिर से दूसरा विमान होगा आप क्रूज़ आउट करेंगे और वापस कुछ हजार फीट पर आएंगे फिर जरूरी ड्रॉप ऑपरेशन करेंगे फिर से आप क्रूज़ करेंगे और किसी दूसरे बेस पर लैंड करेंगे आप अपने वास्तविक बेस पर वापस नहीं आएंगे अगर आप दिल्ली से आए हैं तो आप कहीं और जैसे कि अहमदाबाद में लैंड करेंगे आप अपने बेस पर वापस नहीं आ रहे हैं यह बहुत जरूरी है कृपया समझिए कि बहुत बार ऑपरेशन के दौरान आप बेस से एयरक्राफ़्ट बम लेकर उड़ते हैं लेकिन किसी वजह से आप उसे गिरा नहीं पाते हैं इसलिए वापस उसी बेस पर लैंड करता उचित नहीं है क्योंकि अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो उससे परेशानी हो सकती है इसलिए ऐसी काफी सारी चीजें हो सकती है भले ही वह इस तरह की हो या ना हो भले ही परिस्थिति के आधार पर उसे वापस अपने बेस आना हो लेकिन किसी दूसरे बेस पर लैंड करना ही उचित है स्ट्रैटेजिक बोम्बिंग मिशन के लिए सबसे जरूरी भाग रिफ्यूलिंग है ताकि आप ज्यादा दूरी तक जा सके इसलिए आप समझ सकते हैं कि जब हम रिफ्यूलिंग कर रहे हैं तो उसका मतलब हम लंबे मिशन के लिए जा रहे हैं इसलिए वापस आकर यहां लैंड करने का कोई मतलब नहीं बनता है इससे बेहतर हम वहां किसी नजदीकी जगह पर लैंड कर सकते हैं दूसरे low level strike mission के लिए हमें वापस बेस पर आना पड़ता है इसलिए आप काफ़ी अच्छे से समझ सकते हैं कि अगर आप इसके लिए फ्यूल की खपत निकालना चाहते है तो साधारण क्रूज़ वाले तरीके से आपको नहीं मिलेगा क्योंकि यहां एक काफ़ी बड़ी चीज हो रही है इसलिए इन तरीकों को अपनाने से पहले हमें यह सारी चीजें पता होनी चाहिए हम एक साधारण उदाहरण लेंगे क्रूज़ मिशन और लोयटर मिशन का अगर आपको क्रूज़ और लोयटर कि समझ है तो आप उसे यहां पर सभी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं मूल रूप से उसके दो मुख्य ऑपरेशन है पहला क्रूज़ है और दूसरा लोयटर Acceleration phase और dive phase बाद में जुड़ेंगे लेकिन मुख्य रूप से क्रूज़ और लोयटर रहेगा यानी कि मुख्य रूप से रेंज और इंड्योरेन्स एक बार आप मिशन की ज़रूरतों को समझ लेते हैं उसके बाद उससे फ्यूल फ्रेक्शन निकालने के लिए हम एक साधारण तरीका अपनाएंगे हम एक उदाहरण लेंगे जिसमें हम दिए हुए मिशन की ज़रूरतों के आधार पर फ्यूल फ्रेक्शन और एम्पटी वेट फ्रेक्शन निकालेंगे और वह एक साधारण क्रूज़ मिशन की जरूरत होगी हम WeWo और WfWo निकालेंगे लेकिन उसके पहले हम विमान के लिए मिशन की ज़रूरतों का अनुमान लगाएंगे यह किताब में दिए हुए उदाहरण से है इसलिए आप किताब देख सकते हैं और इस लेक्चर से अधिक सीख सकते हैं यह मेरे कल के लेक्चर का भाग होगा